छात्रों आपका स्वागत है हम रिसिवेबलस मैनेजमेंट का कोई सदस्य वांछित स्कोर 45 को पार कर जाता है जिसकी चर्चा पिछली कक्षा में की जा चुकी है उस स्थिति में अब यह सवाल उठता है कि उसके लिए क्रेडिट को ऑर्डर की बिक्री आय वापस करने दें और फिर हम दूसरा ऑर्डर और वे परस्पर अनन्य नहीं हैं वे परस्पर निर्भर हैं वे परस्पर जुड़े हुए हैं इनफॉर्मेशन क्रेडिट लिमिट के तहत हमने पहले ही वित्तीय स्थिति देख ली हो वित्तीय स्थिति अच्छी है लेकिन ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक खरीदार की नकदी स्थिति है हो सकता है उधारकर्ता वित्तीय दृष्टि से बहुत अच्छा है उसकी संपत्ति की देयता स्थिति बहुत अच्छी है उसका समग्र वित्तीय प्रदर्शन बहुत अच्छा है बाजार में वह है ज्यादा बेच रहा है वह बाजार में बहुत अधिक बिक्री कर रहा है भारी मुनाफा कमा रहा है समग्र प्रदर्शन बाजार में उत्कृष्ट है लेकिन कभी कभी बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खरीदार भी तकनीकी दिक्कतों की स्थिति में फंस जाते हैं बस नकदी की कमी के कारण क्योंकि उसे देय तिथि पर भुगतान करना है और यह व्यापार की दुनिया में एक नियम है जो कहता है कि अगर X को 30 दिनों की अवधि के बाद Y को भुगतान करना है जहां X खरीदार है और Y निर्माता है क्रेडिट अवधि 30 दिन है इसलिए हमेशा अनुशासन यह मांग करता है कि उसे भुगतान करना चाहिए उसके लिए बेहतर है X के लिए Y को भुगतान करने के लिए वह भुगतान 29 की शाम को कर सकता है या 29 वें दिन हो सकता है एक दिन पहले भुगतान करना बेहतर है जो कि 29 वें दिन शाम को 31 वें दिन के लिए स्थगित करने के बजाय है खरीदार या शायद X के लिए इस मामले में यह एक दिन का सवाल हो सकता है कि वह केवल एक दिन के भुगतान में देरी कर रहा है यह कैसे मायने रखता है मैं आज भुगतान कर सकता हूं मैं कल भुगतान कर सकता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन व्यापार की दुनिया में फर्क पड़ता है क्योंकि Y उस पर निर्भर करता है जब वह X से यह भुगतान प्राप्त करता है तो वह अपने आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेगा तो कच्चे माल और अन्य इनपुटस पर निर्भर करता है यदि श्रृंखला में एक चैनल पर काम किया है तो केवल वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा गया था हमने इस बारे में नहीं सोचा है कि उसके पास पर्याप्त नकदी है या नहीं और उद्देश्य के लिए यह बैंकों के साथ भी सच है जब बैंक सीसी बैंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है और बैंक भी कुछ सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि वे किसी भी प्रकार की जमानत के बिना धन उधार दे रहे हैं बैंक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उधारकर्ता द्वारा बैंक को कितना और कब भुगतान किया जाएगा उधारकर्ता के पास पर्याप्त नकदी है और इसके लिए वे मांग करते हैं कि करंट रेशो तय करते समय देखते हैं वे कुछ जानकारी पर निर्भर करते हैं और यह जानकारी खरीदार की नकदी स्थिति के नकद प्रदर्शन के बारे में होती है वह आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है लेकिन उस विशेष दिन में उसकी नकदी की स्थिति क्या है उसके पास निर्माता को भुगतान करने के लिए धन नहीं हो सकता है इसलिए वह कुल सहजीवन को परेशान कर सकता है तो उस स्थिति में क्रेडिट क्या है तो यह सामान्य नियमों के भीतर है उदाहरण के लिए निर्माता मांग करता है कि करंट रेशो कर रहा है जिसका अर्थ है कि किसी भी समय यदि कोई वर्तमान संपत्ति नकदी में परिवर्तनीय नहीं है उसके पास दीर्घकालिक स्रोतों से धन होगा इसलिए वह हमारा भुगतान कर सकता है संभवतः या इसी तरह के आधार पर आप क्विक रेशो के सदस्य के पास अच्छी नकदी है और उसकी कुल वित्तीय स्थिति अच्छी है उसकी नकदी की स्थिति भी अच्छी है और वह निर्माताओं से आपूर्ति के आधार पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है मगर वह इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के धन का निवेश कर रहा है तो कोई समस्या नहीं है फिर आप उस वित्तीय जानकारी के आधार पर क्रेडिट है दूसरी लिमिट आकार है

अगर 30 दिनों या 45 दिनों की अवधि के लिए क्रेडिट द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर तय की जाती है लेकिन अगर ऑर्डर उस आकार के लिए सहमत हो गई है इस बैच नहीं करना चाहते हैं वे नियत तारीख पर भुगतान करना चाहते हैं लेकिन अगर वह बाजार में सभी 100 टीवी सेटों को नहीं बेच सकता है और अगर उसके पास स्वयं के संसाधन भी नहीं हैं तो सैमसंग को भुगतान वापस करने के लिए उस स्थिति में क्या होगा डिफ़ॉल्ट को भुगतान वापस करने में चूक गया इसलिए कंपनी अतिरिक्त जोखिम ले रही है उस स्तर के लिए हमें नई सीमा पर फिर से काम करना होगा इसलिए 50 रंगीन टीवी के लिए हां हम ठीक हैं लेकिन 100 रंगीन टीवी के लिए आपको अपनी नकदी की स्थिति में सुधार करना होगा तब आपका करंट रेशो की स्थिति में सुधार करने के लिए और आप अधिक संपत्ति को नकदी या निकट नकदी रूपों में रखें हमें उसकी रिस्क क्रेडिट लिमिट प्रदान करेगा अब हम अगले भाग के लिए आगे बढ़ते हैं और यह भाग अकाउंट्स रिसिवेबलस मैनेजमेंट शर्तें हैं यहां हमारे पास दो क्रेडिट वह मैं आपके साथ चर्चा करूंगा लेकिन दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं एक क्रेडिट के लिए जो बाजार में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उदाहरण के लिए इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों सैमसंग सोनी और एलजी के बारे में आप बात करते हैं वे बाजार में उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं वे उस क्रेडिट अवधि 30 है कंपनी अवधि जो उसे दे रहे हैं वह 30 दिनों की है लेकिन यदि आप हमारे साथ व्यापार करते हुए अधिक कमाई करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ नकद छूट दे सकते हैं लेकिन उस स्थिति में आपको 10 वें दिन हमें भुगतान भेजना होगा तो इसका मतलब है कि उस स्थिति में हम आपकी क्रेडिट अवधि में उत्पाद को बाजार में धकेल दूं मैं बिक्री पर अपनी वापसी या निवेश पर अपनी वापसी को बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा और मुझे क्रेडिट को 10 रुपये का भुगतान करना है तो मैं केवल भुगतान कर रहा हूं 8 रुपए और 2 रुपए सीधे मेरी जेब में आ रहे हैं इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि छूट छूट जाए और आनंद नहीं लिया जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है सामान्य क्रेडिट अवधि 30 दिन है

लेकिन अगर आप 10 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं तो आपको 2 की छूट दी जाएगी 10 दिनों के भीतर 2 की छूट पर भुगतान किया जाएगा लेकिन अगर आप उस छूट का आनंद नहीं ले पा रहे हैं अगर आपके पास छूट नहीं है तो आपको भुगतान 30 वें दिन करना होगा तो ये दो महत्वपूर्ण क्रेडिट को तय करते समय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है चलो मान लो कि वह बैंक से ऋण ले रहा है वह बैंक को एक विशेष ब्याज दर दे रहा है लेकिन जब वह आपूर्तिकर्ता या शायद निर्माता से उधार ले रहा है और वह आपूर्तिकर्ताओं को ब्याज की उच्च दर का भुगतान कर रहा है फिर उसके लिए बेहतर है कि वह बैंक से उधार ले और भुगतान करें खरीदार के दृष्टिकोण से क्रेडिट को बहुत ध्यान से देखना होगा विक्रेता के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिक्री में निवेश कर सकते हैं यह राशि आप नकद के रूप में उपयोग कर सकते हैं यह राशि आप अग्रिम भुगतान करने के लिए कर सकते हैं यह सब इसलिए यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर सकता है आम तौर पर बाजार में एक मानक प्रतिशत है बाजार में विभिन्न मानक दरें हैं उदाहरण के लिए पिछली कक्षा में हम जिस सामान्य लोडिंग फैक्टर है वार्षिक रूप से वह 24 है अन्यथा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर अधिक बिक्री करना चाहते हैं तो आपको 30 प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा और उस मामले में वह 25 प्रति माह तक बढ़ जाएगा इसलिए अगर अब खरीदार 30 प्रति वर्ष की दर से ब्याज या 25 प्रति माह का भुगतान करने के लिए तैयार है तो वह क्रेडिट में तो यह ठीक है लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट संभव हो सकती है लेकिन अगर क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं उत्पादन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रख रहा है अब मेरा मतलब है मार्जिन हैं और यह मेरे द्वारा किया गया निवेश है उदाहरण के लिए एक उत्पाद रंगीन टीवी जो सैमसंग 20000 में बाजार में बेच रहा है उनके टीवी के उत्पादन की लागत 15000 है तो इसका मतलब है कि बाजार में उस रंगीन टीवी को बेचने के दौरान वह बाजार में निवेश कर रहा है या क्रेडिट में कीमत देनी चाहिए विश्लेषण के उद्देश्य से 20000 या फिर 15000 क्योंकि लागत 15000 है और विक्रय मूल्य 20000 है 20000 विक्रय मूल्य में 5000 का लाभ शामिल है अब यह लाभ उसके द्वारा निवेश नहीं किया गया है क्या उसे क्रेडिट चक्र यहां पूरा होता है लेकिन जब हम उत्पाद का निर्माण करते हैं और नकदी पर बाजार में ले जाना संभव नहीं होता है अगर उसे बाजार जाना है तो उसे क्रेडिट होगा और दोनों ही मामलों में आपको नकद नहीं मिल रहा है उस स्थिति में आपको नकद नहीं मिल रहा है यह केवल एक मौजूदा संपत्ति का दूसरी करंट ऐसेट वितरक थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता के पास भेज रहे हैं फिर से वह हमें नकद में भुगतान नहीं कर रहा है इसलिए वह उत्पाद को तब तक रखेगा जब तक कि यह बाजार में बेचा नहीं जाता इसलिए हम उस इन्वेंटरी बिक्री मूल्य की कीमत पर हो रही है हमारे पास मानक नियम है क्योंकि अकॉउंटिंग गोदाम पर पारित नहीं किया था तो आप इसे निर्माता के रूप में अपने गोदाम में रख सकते थे तो इसे इन्वेंटरी भी है यदि उदाहरण के लिए उन्होंने उत्पाद को नकद पर बेचा था तो आपको पूरी राशि मिल जाती थी और यह कि 20000 निर्माता सैमसंग के पास आ जाते थे और फिर वे रंगीन टीवी की अन्य संख्या के निर्माण के लिए पुनर्निवेश कर सकते थे इसलिए इसका मूल्यांकन बिक्री मूल्य पर किया जाना चाहिए और कुछ समय पहले आरबीआई बेचने में मदद करने के लिए उसे गणना करने के लिए कहा जाना चाहिए या बैंक को अकाउंट्स रिसिवेबलस निर्माता और बैंक के बीच है लेकिन विचार के दोनों स्कूल मान्य हैं और उन्हें स्वीकार किया जा सकता है इसलिए कुछ फर्म क्या है जिसे हम कहीं और निवेश कर रहे हैं उदाहरण के लिए यदि वह नकदी पर उत्पाद बेचता है तो हमें तुरंत नकदी वापस मिल जाती है यानी लागत जोड़ लाभ और यह कि कुल बिक्री आय निवेश योग्य है हम उत्पादन के अगले खेप में होंगे और हमारे पास फिर से नए रिसिवेबलस है निवेश पर विचार करते समय मेरी लागत क्या है केवल लागत मूल्य पर और निवेश और कुल लागत के साथ साथ लाभ पर विचार करते समय मेरी लागत क्या है दोनों को फिर उसे उन लागतों की तुलना करनी होगी उत्पादन लाfगत पर लागत उत्पादन स्तर की लागत पर निवेश की लागत पर कुल विक्रय मूल्य स्तर पर और फिर उसे बिक्री रिटर्न बिक्री पर तुलना करनी होगी यदि दोनों मामलों में बिक्री पर रिटर्न कुल निवेश लागत से अधिक है तो यह तय करने में कोई समस्या नहीं है कि आपने लागत पर मूल्यांकन किया या बिक्री मूल्य पर मूल्यांकन किया हमेशा यह एक लाभदायक प्रस्ताव है क्योंकि बिक्री मूल्य बहुत अधिक है लेकिन यह निर्णय अलग है कि यदि आप लागत मूल्य पर निवेश लागत का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह एक लाभदायक प्रस्ताव है लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य का मूल्यांकन करते हैं तो निवेश बढ़ेगा लागत बढ़ेगी बिक्री पर प्रतिफल समान रहेगा तो यह एक नकारात्मक प्रस्ताव बन जाएगा जो कि बाजार में व्यावहारिक रूप से निर्भर करता है क्या होता है लागत क्या है निवेश क्या है अलग अलग फर्मों के साथ निवेश लागत की तुलना कैसे करें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे मैं आपके साथ एक छोटे से उदाहरण या स्थिति पर चर्चा करूंगा हमें अगली कक्षा में इसके बारे में जानकारी होगी बहुत बहुत धन्यवाद